आइए अब पावर सिस्टम स्टेबिलिटी की बात करते हैं वास्तव में पहले वाले उदाहरण में δ1 500 दिया हुआ था और मैं यह बताना भूल गया कि यह एक अरैखिक समीकरण है और इसे आपको इटरेटिव तरीके से हल करना होगा लेकिन इस विधि में थोड़ा बहुत त्रुटि आएगी इस तरह δ1 लगभग 500 है यह मैं बताना भूल गया था इसलिए यह एक अरैखिक समीकरण है अब अगला क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल और क्रिटिकल क्लीयरिंग टाइम है इसे पढ़ने से पहले थोड़े बहुत हमें अपने पढ़े हुए अध्याय की पुनरावृति करने की आवश्यकता है इक्वल एरिया क्राइटेरियन के लिए मैंने आपको बताया था कि अचानक से इनपुट पावर Pi और बढ़ा दिया जाता है यानी कि इस मान से इस मान तक मतलब a से d तक इसलिए उस वक्त इनपुट पावर Pi इलेक्ट्रिकल पावर से ज्यादा है इस स्थिति में रोटर त्वरित होगा और यह इस वक्र Pe Pmax sin δ पर घूमेगा और अंततः इस समय रोटर कुछ गतिज ऊर्जा संचित करेगी इसलिए इस स्थिति में यह बिंदु b तक आएगा लेकिन इस बिंदु पर त्वरित शक्ति 0 है क्योंकि Pa Pi - Pe है लेकिन इस बिंदु पर रोटर सिंक्रोनस गति से ज्यादा के गति पर घूम रही है इसलिए यह पुनः अत्वरित होगा और त्वरण के दौरान जो भी ऊर्जा संचित हुई थी वही ऊर्जा को इस वक्त छोड़ा जाएगा और यह बिंदु c तक जाएगा जहां पर यह सिंक्रोनस गति को प्राप्त करेगा तथा इस बिंदु पर इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर से ज्यादा है इसलिए अंततः रोटर अपने वास्तविक आवृत्ति पर बिंदु b के आगे पीछे दोलन करेगा और मशीन के डैंपिंग से यह समाप्त हो जाएगा और अंत में यह बिंदु b पर स्थिर हो जाएगा तो यह इक्वल एरिया क्राइटेरिया का अवधारणा है यानी त्वरित ऊर्जा का क्षेत्रफल A1 अत्वरित ऊर्जा का क्षेत्रफल A2 के बराबर है यह सब हमने अपने याददाश्त के पुनरावृति के लिए किया है अब हम वही अवधारणा इस उदाहरण में भी लगाएंगे मान लीजिए कि सिस्टम में एक फॉल्ट हुआ है इसलिए δ लगातार बढ़ेगा यहां एक क्रिटिकल एंगल है जिसके अंदर फॉल्ट को अवश्य ही क्लियर हो जाना चाहिए अगर इस सिस्टम को स्थाई रहना है इक्वल एरिया क्राइटेरियन भी संतुष्ट होना चाहिए वास्तव में यह एंगल को क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल कहते हैं अर्थात अगर इस एंगल के भीतर आपने फॉल्ट को क्लियर कर लिया तब आपका सिस्टम स्थाई रहेगा तो उदाहरण के लिए मान लीजिए एक मशीन अनंत बस सिस्टम से जुड़ा हुआ है और इनपुट पावर Pi है और यह ट्रांसमिशन लाइन है अब मान लीजिए कि बस में F पर फॉल्ट हुआ है इसलिए यदि इस बिंदु F पर फॉल्ट हुआ है तब जेनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज तुरंत 0 हो जाएगा तो मैं दोहरा रहा हूं यह एक दूसरा रेडियल ट्रांसमिशन लाइन है और यहां एक थ्री फेज फॉल्ट हुई है तो जैसे ही यहां फॉल्ट होगी यह टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो जाएगा सर्किट ब्रेकर के ट्रिप होने से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगा लेकिन प्रश्न यह है कि क्योंकि फॉल्ट हुई है और टर्मिनल वोल्टेज उसी वक्त 0 हो गया है मतलब जेनरेटर कोई भी पावर नहीं पहुंचा रहा है इसलिए जेनरेटर द्वारा पहुंचने वाला पावर 0 है इस कारण से इस चित्र 9 को देखें यह क्षेत्रफल A1 है यह क्षेत्रफल A2 है मशीन का इनपुट Pi है यह मेकैनिकल इनपुट पावर है और मशीन स्टेडी स्टेट में कार्यरत है और इस वक्त एंगल δ0 है इसका मतलब Pe Pi Pmax sin δ है यह अब स्टेडी स्टेट ऑपरेटिंग बिंदु है यदि बिंदु F पर 3 फेज शार्ट सर्किट होती है तो इस स्थिति में यह एक दूसरा लाइन है तथा यह दूसरा रेडियल ट्रांसमिशन लाइन है इसलिए टर्मिनल वोल्टेज 0 हो रहा है क्योंकि फॉल्ट इस बिंदु पर हुई है और इस प्रकार जेनरेटर का इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट घट कर 0 हो जाता है क्योंकि यह वोल्टेज 0 है इसलिए यह जेनरेटर कोई भी पावर नहीं पहुंचाएगा अर्थात इलेक्ट्रिकल पावर 0 है और यह बिंदु a से सीधा बिंदु b पर आ जाएगी क्योंकि पावर 0 है इसलिए यह ऐसा है अर्थात Pi Pe से ज्यादा है क्योंकि Pe 0 हो चुका है इसलिए इस स्थिति में त्वरित क्षेत्रफल A1 बढ़ना शुरू हो जाएगा इसलिए यह शुरुआत का बिंदु bc पर घूमेगी इसलिए ये b से c है मैंने इस तरह से तीर बनाया है और तीर ऊपर की तरफ है तो यह बिंदु b से बिंदु c की तरफ जाएगा मान लीजिए कि समय tc पर क्लीयरिंग एंगल c है और इस समय जब तक की सर्किट ब्रेकर खुलता है तब तक फॉल्ट क्लियर हो जाता है इसलिए फॉल्ट क्लियर हो चुका है जैसे ही सर्किट ब्रेकर खुलता है उस वक्त कार्यरत बिंदु b से c है इसका मतलब यह लाइन पावर को स्थानांतरित करेगी और लाइन स्वस्थ हो जाएगा तो उस वक्त tc के संगत क्लीयरिंग एंगल c है इसलिए c क्लीयरिंग एंगल है और इसके क्लियर होने में लगा समय क्लीयरिंग टाइम है अब फॉल्ट के क्लियर होने के बाद सिस्टम फिर से स्वस्थ हो जाता है और स्थानांतरित पावर PePmax sin δ के बराबर है तो इस बिंदु c पर फॉल्ट क्लियर हो चुका है इसलिए उसी वक्त यह बिंदु d पर चला जाएगा तो उस वक्त Pe का मान Piसे ज्यादा है इसलिए इस स्थिति में रोटर अत्वरित होगा और यह बिंदु e तक अत्वरित होगा इसलिए इक्वल एरिया क्राइटेरिया के अवधारणा के आधार पर जब क्षेत्रफल A1 क्षेत्रफल A2 के बराबर हो जाएगा तो यह बिंदु e तक बढ़ना शुरू कर देगा इसलिए इस प्रकार क्लीयरिंग एंगल ऐसा होना चाहिए कि क्षेत्रफल A1 क्षेत्रफल A2 हो यह एक आयत है और इसकी ऊंचाई Pi है और इनका अंतर c 0 है इसलिए यह क्षेत्रफल Pi है यानी क्षेत्रफल A1 क्षेत्रफल A2 इसलिए यह c1 d है यह पिक वक्र Pmax घटाओ यह क्षैतिज रेखा इसलिए Pe Pi तो अगर आप इंटीग्रेशन को यहां से यहां तक करेंगे तो अंततः आप यह संबंध प्राप्त होगा Pmax Pi यह समीकरण 47 है तथा सरलीकरण के बाद δ0 है तथा Pi Pmax sin 0 है और समीकरण 47 और 48 से आप इन सभी मान को यहां रखते हैं तब आपको cos ccos 1 sin 0 प्राप्त होगा यह समीकरण 49 है यह इस बिंदु e तक गया है और चित्र में सब कुछ दिया हुआ है तो यह समझने योग्य है इसलिए क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल को पता करने में हम समीकरण 20 का उपयोग करते हैं जहां Pe 0है अगर आप समीकरण 20 को देखते हैं तो यह d2dt2 πfH है मैं इसे नहीं दिखा रहा लेकिन यह समझने योग्य है क्योंकि हमारे पास 3 फेज फॉल्ट है और Pe0 है इसलिए d2dt2को हम πfH Pi लिख सकते हैं अब यदि आप इस समीकरण को दोबारा इंटीग्रेट करते हैं तथा t 0 dδdt 0 का उपयोग करते हैं तो यह आपको यह प्रदान करने के लिए कहता हूं मैं आपको इसे नहीं दिखा रहा लेकिन आप सिर्फ दो बार इसे इंटीग्रेट करें तथा सभी शुरुआती शर्तें को इसमें रखें तब आपको यह व्यंजक प्राप्त होगा तो मैं रख रहा हूं δ πfPi2Ht 0 यह समीकरण 51 है अब यदि t बराबर tc हो मतलब यहां क्लीयरिंग एंगल δc के संगत क्लीयरिंग टाइम हो तब आप समीकरण 51 को इस प्रकार लिख सकते हैं मतलब इस समीकरण में आप δc और t tc रखते हैं तब हमें tc और c का मान प्राप्त होता है इसका मतलब यदि आप इसे सरल करते हैं तब c πfPi2Htc2 0होगा और इस समीकरण से tc 2HπfPi यह समीकरण 52 है यह क्लीयरिंग टाइम है अब अगर हम c जो कि क्रिटिकल क्लियर एंगल है का अधिकतम मान प्राप्त करने का प्रयास करें तो इसे समीकरण 49 से प्राप्त किया जा सकता है अभी तुरंत हमने समीकरण 49 प्राप्त किया है अब चुकी फॉल्ट लाइन का क्लीयरिंग एंगल विलंबित किया हुआ है अगर हम उससे फॉल्टी लाइन को विलंबित करते हैं तो A1 में वृद्धि होता है जिससे 1 में भी वृद्धि होता है लेकिन एक बात यह है कि यहां पर एक सीमा होगी जिसके बाहर सिस्टम अस्थाई हो जाएगा इसलिए A1 A2 होगा इसलिए इस स्थिति में 1 m हो जाएगा यानी 1 अंत में अधिकतम मान m के बराबर हो जाएगा इसका मतलब अगर फॉल्ट को क्लियर होने में देर हो जाए तो यह अधिकतम मान है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं अर्थात mπ 0 इसलिए इससे ज्यादा के क्लीयरिंग टाइम और क्लीयरिंग एंगल के लिए हमारा सिस्टम अस्थाई हो जाएगा इसका मतलब क्लीयरिंग एंगल और क्लीयरिंग टाइम का अधिकतम स्वीकार्य मान क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल और क्रिटिकल क्लीयरिंग टाइम कहलाता है इसका मतलब यह δcritical को क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल कहते हैं और इसके संगत समय tcr को क्रिटिकल क्लीयरिंग टाइम कहते हैं इसलिए इस कारण से मैं इसे यहां रख रहा था क्लीयरिंग एंगल और क्लीयरिंग टाइम का अधिकतम स्वीकार्य मान क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल और क्रिटिकल क्लीयरिंग टाइम कहलाता है जिसके बाहर सिस्टम अस्थाई हो जाता है इसलिए चित्र 11 से mπ 0और इसे समीकरण 49 में प्रति स्थापित करने पर कृपया मुझे इस समीकरण में पता करने दे अगर आप इसे इस तरह रखते हैं वास्तव में यह 1 है यहां कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए वास्तव में यह 1 δm है और mπ 0 है इस समीकरण में आप 1 δm और यहां भी δm π 0रखने पर आप को cos cr प्राप्त होगा आपके समझने के लिए मैं 1 δm रख रहा हूं चित्र से यह अधिकतम स्वीकृत एंगल 1 δm है इसका मतलब cos cr cos m δm -0sin 0 समीकरण 49 में हम 1 δm और δm π 0रख रहे हैं ऐसा करने पर हमें cos cr π 20sin 0 cos 0 प्राप्त होता है यह समीकरण 53 है तो समीकरण 52 का उपयोग करके tc 2HπfPi यहां आप tc के बदले tcr उपयोग करते हैं तथा c के बदले cr का उपयोग करते हैं तब आपको क्रिटिकल क्लीयरिंग टाइम प्राप्त होता है इसलिए इस समीकरण में tc के जगह पर tcrरखते हैं तथा c के जगह पर cr रखते हैं तो ऐसा करने पर tcr 2HπfPiसमीकरण 54 है समीकरण 53 के आधार crको प्राप्त किया जा सकता है तो इस तरह से क्रिटिकल क्लीयरिंग टाइम को प्राप्त किया जाता है कोई शक नहीं है कि यह एक अनुमान है लेकिन इक्वल एरिया क्राइटेरिया का उपयोग करने का यह एक अच्छा प्रयास है अब आगे हमें थोड़ा बहुत समझना होगा मान लीजिए आपके पास एक डबल सर्किट लाइन है यह एक एकल मशीन अनंत बस है यहां हम मल्टी मशीन सिस्टम को नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि यह एक बहुत ही लंबा प्रक्रिया है और मल्टी मशीन के लिए हमें पुनरावृति तकनीक को अपनाना पड़ेगा इसलिए हम उसे नहीं करेंगे स्नातक के छात्र के लिए तथा स्नातकोत्तर के छात्र के लिए यह मददगार होगा तो यह बस 1 और बस 2 है यह डबल सर्किट लाइन है और यहां मैंने कुछ चिह्न लगाया है यह 12 तथा दूसरे बस को मैंने 3 से चिन्हित किया है मान लीजिए कि एक फॉल्ट हुई है जो बस एक से कुछ दूरी पर है इसके प्रतिरोध को नजरअंदाज किया गया है यह रिएक्टेंस है यह बढ़ जाएगा क्योंकि थ्री फेज फॉल्ट बस 1 से कुछ दूरी पर हुई है यह चित्र 12 है इस डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट हुई है मान लीजिए कि फॉल्ट बिंदु F पर हुई है यह बस 1 से कुछ दूरी पर है यह भाग सेंडिंग इंड है और यह रिसीविंग इंड है मान लीजिए कि इनपुट पावर Pi है और इस ग्राफ में यह एक निरंतर क्षैतिज रेखा है मशीन व्यवस्थित रुप से कार्य कर रही थी और सिस्टम को पावर एंगल δ0 पर पावर पहुंचा रही थी और यह पहुंचने वाली शक्ति चित्र 13 में दिखाई गई है इसका मतलब यह हरा वक्र वास्तव में इसे वक्र A कहते हैं यह फॉल्ट के पहले का है तो यह आपका ग्राफ A है अब फॉल्ट के पहले का पावर एंगल वक्र A द्वारा दी गई है तो यह हरा वाला वक्र A है यह फॉल्ट F सेंडिंग इंड पर नहीं है यह थोड़ी दूरी पर है तथा बस बार के बीच का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस बढ़ गया है जिसे हम एक उदाहरण के माध्यम से बाद में देखेंगे की यह कैसे बढ़ गया है क्योंकि यह इस बस से कुछ दूरी पर है क्योंकि रिएक्टेंस बढ़ गया है और हम पावर ट्रांसफर समीकरण से जानते हैं कि यह V1V2x sin के बराबर होता है यदि X को बढ़ाया जाएगा तो पावर ट्रांसफर भी अपने आप घटेगा इसलिए पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी और पावर एंगल वक्र को वक्र B द्वारा दिया जाता है जैसे जैसे यहां फॉल्ट होगा तो फॉल्ट के दौरान यह ग्राफ B है और अचानक से फॉल्ट ट्रांसफर कैपेबिलिटी घट चुकी है इसका मतलब शुरुआत में यह बिंदु a पर कार्य कर रही थी लेकिन अब अचानक से यह ग्राफ B पर आ चुकी है फॉल्ट के दौरान इसलिए फॉल्ट के पहले फॉल्ट के दौरान और फॉल्ट के बाद यह तीन कंडीशन है इसलिए इस स्थिति में जैसे ही यह इस बिंदु पर आएगी यह बिंदु b की तरफ चली जाएगी लेकिन यह कभी भी 0 नहीं होगी क्योंकि यह डबल सर्किट लाइन है और फॉल्ट सब स्टेशन से कुछ दूरी पर हुआ है इसका ट्रांसफर रिएक्टेंस कुछ भाग तक बढ़ जाएगा और प्राकृतिक रूप से यह काले वाले वक्र B पर आ जाएगा यह फॉल्ट के दौरान हैं मैंने यहां लिख दिया है इसलिए यह बिंदु a से बिंदु b पर आएगा तो जैसे जैसे यहां आ रहा है मेरा मतलब मेकैनिकल इनपुट पावर फॉल्ट के दौरान इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर से ज्यादा है यह बिंदु b बिंदु a के नीचे है इसलिए उस वक्त δ1 प्रारंभिक कार्यरत बिंदु है इसलिए यह δ1 लगातार बढ़ जाएगा इस स्थिति में Pi Pe क्योंकि यह फॉल्ट के दौरान हैं इसलिए मशीन त्वरित होगी तो यह गतिज ऊर्जा को संचित करेगी और कुछ समय के बाद जब δ δ1 और फॉल्ट क्लियर हो चुका होगा और लाइन को पृथक कर दिया गया होगा तब पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी इसलिए इस स्थिति में यह आपका ग्राफ c है यह नीले रंग वाला यह फॉल्ट के बाद का है अर्थात शुरुआत में यह a था अब फॉल्ट के दौरान पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी घट गई है तो यह ग्राफ काले रंग वाला है यानी यह a से b पर आ गया है अब Pi मेकैनिकल पावर इलेक्ट्रिक पावर से ज्यादा है इसलिए रोटर त्वरित होगा और यह गतिज ऊर्जा का संचयन करेगा और यह एंगल δ1 लगातार बढ़ जाएगा तथा कुछ समय बाद किसी बिंदु पर फॉल्ट क्लियर हो जाएगा तथा लाइन पृथक हो जाएगी यह अब यहां नहीं है तथा फॉल्ट के बाद 1 से 2 यह लाइन यहां है यह यहां नहीं है इस स्थिति में यह ग्राफ अब सिंगल लाइन है इसलिए अब पावर ग्राफ c है और यह बिंदु b से c पर आ चुका है δ1 बढ़ रहा है और यह बिंदु b से c की तरफ जा रही है लेकिन δ1 पर फॉल्ट क्लियर हो जा रहा है तो यह उसी वक्त उस बिंदु पर कूद जाएगा और अब यह ज्या वक्र आएगी और इस रोटर के पास संचित गतिज ऊर्जा है जो अत्वरण के कारण ऊर्जा को खर्च करेगी और अंततः यह बिंदु F पर पहुंचे गी जहां त्वरित ऊर्जा A1 अत्वरित ऊर्जा A2 के बराबर है और इसके बाद यह इलेक्ट्रिकल पावर नीले ग्राफ पर के बिंदु a पर आता है यदि यह Pi से ज्यादा है वास्तव में रोटर इस बिंदु के आगे और पीछे दोलन करेगा अगर यह e बिंदु यहां है तो यह दोलन है नहीं करेगा और अंत में इस नीली रेखा मैंने इसे यहां बनाया है और जब भी यह इस बिंदु पर आएगी तो यह इसका स्टेडी स्टेट होगा मैंने इसे यहां बिंदु या किसी और चीज के द्वारा चिन्हित नहीं किया है लेकिन यह अंततः आपका स्टेडी स्टेट बिंदु है यहां पर यह दोलन के बाद नीले वाले ग्राफ पर ना कि हरे रंग वाले ग्राफ पर स्थाई हो जाएगा तथा रोटर अपने वास्तविक आवृत्ति पर दोलन करेगी और फिर मशीन के डैंपिंग से यह समाप्त हो जाएगी बाद में हम उदाहरण लेंगे उस समय के लिए मैंने इस एंगल को m1 से चिन्हित किया है इसलिए डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन जिसमें एकल मशीन अनंत बस से जुड़ी हुई हो इस स्थिति में क्षेत्रफल 1 बराबर क्षेत्रफल 2 होगा और यह अवधारणा इक्वल एरिया क्राइटेरिया के जैसा ही है इसलिए यह सब चीज जिसमें मैंने हरे रंग से फॉल्ट के पहले काले रंग से फॉल्ट के दौरान और यह फॉल्ट के बाद को दिखाया है इसलिए इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि अवधारणा यहां इक्वल एरिया क्राइटेरिया के जैसा ही है इसलिए फॉल्ट के पहले का पावर एंगल वक्र को A द्वारा दिया गया है जब सेंडिंग इंड से दूर बिंदु F पर फॉल्ट होती है तो मैंने आपको बताया है कि ट्रांसफर रिएक्टेंस बढ़ेगा इसलिए इसको वक्र B द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जब फॉल्ट क्लियर हो जाएगा अर्थात इसका मतलब जब सिंगल लाइन कार्य कर रही होगी यह लाइन पृथक हो चुकी है इसलिए इस स्थिति में यह नीला वक्र पावर एंगल वक्र है तो जो भी मैंने कहा उन सभी चीजों को मैंने यहां लिख दिया है इसलिए मैं उम्मीद करता हूं जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप इस वीडियो को रोके और मैंने जो भी कहा है उसे यहां जिक्र कर दिया है इसलिए यदि यह दो क्षेत्रफल बराबर होंगे तब आप सब कुछ जैसे कि क्लीयरिंग एंगल प्राप्त कर सकते हैं तो मैंने जो भी कहा है उसे यहां लिख दिया है और चुकी Pe अब भी Pi से ज्यादा है इसलिए रोटर लगातार अत्वरित तो होगा मैंने आपको कहा था पावर एंगल वक्र बिंदु e से गुज़र रहा है इसलिए रोटर एंगल बिंदु e के आगे और पीछे अपने वास्तविक आवृत्ति पर दोलन करेगा तो यह बिंदु e के पास दोलन करेगा और अंततः मशीन में उपस्थित डैंपिंग के कारण दोलन समाप्त हो जाएगा और एक नया स्टेडी स्टेट बिंदु वक्र C और Pi के प्रतिच्छेद पर प्राप्त होगा मैंने आपको बताया था की नीले वक्र और Pi का प्रतिच्छेदन स्टेडी स्टेट बिंदु होगा इसलिए अब अगला अधिकतम क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल δcr है क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल δ1 के बढ़ने पर प्राप्त होगा δ1 को हम अधिकतम कितना बढ़ा सकते हैं क्षेत्रफल A2 जो अत्वरित ऊर्जा को प्रस्तुत कर रहा है और इसे त्वरित ऊर्जा से कम होना है इसका मतलब यदि यह δ1 इस वक्र में बढ़ता है तब क्षेत्रफल A1 भी बढ़ेगा इसलिए A2 भी घटेगा और अत्वरित ऊर्जा भी घटेगी और यह बढ़ेगा अंततः यह एक बिंदु पर जाएगा जहां A2 A1 हैं तो यह वही ग्राफ है यह काला रंग है यह नीला रंग है और यह हरा रंग है इसलिए ग्राफ A फॉल्ट के पहले का है और यह फॉल्ट के बाद का है तो इस स्थिति में मान लीजिए कि हम δcr तक जाते हैं इसलिए यह त्वरित ऊर्जा A1 है और यह A2 है और यह δm δmax है और मैंने यहां इस ग्राफ में बिंदु f और बिंदु a को दर्शाया है इसलिए इस नीले ग्राफ के लिए π - m1 है क्योंकि यह बिंदु यहां है यह वास्तव में स्टेडी स्टेट बिंदु था यहां मैंने नहीं दिखाया है यह नीली रेखा है यह क्षैतिज रेखा है इसलिए यह क्षेत्रफल A1 A2 है और यह अधिकतम क्लीयरिंग एंगल है धन्यवाद हम फिर मिलेंगे